इसलिए इस व्याख्यान में हम गेट लेबल पर बिजली को कम करने के लिए कुछ तकनीकों को देख रहे हैं कई दिलचस्प तकनीकें हैं जिनका उपयोग आप गेट के लेबल पर होने वाली सिग्नल गतिविधियों का विश्लेषण करके कर सकते हैं इसलिए हम इस संबंध में कुछ सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले कुछ दृष्टिकोणों को देख रहे हैं इसलिए हम पावर को कम करने के लिए विभिन्न तकनीकों के बारे में बात करते हैं डिजाइन के लिए जो गेट्स के लेबल पर व्यक्त किए गए हैं इसका मतलब है कि हम सीधे ट्रांजिस्टर के लेबल को नहीं देख रहे हैं जहां कुछ दृष्टिकोणों में हम देख रहे होंगे लेकिन कुछ दृष्टिकोणों में हमारा मतलब एक एब्स्ट्रक्शन बनाने का होगा हम केवल ट्रांजिस्टर लेबल के विवरण में जाने के बिना गेट्स को देख रहे हैं इसलिएगेट्स के लेबल पर भी हम कुछ विश्लेषण कर सकते हैं और आप कुछ पुनर्गठन कर सकते हैं जिससे हम बिजली की खपत को कम कर सकते हैं अब बिजली को कम करने के लिए इन गेट लेबल की डिजाइन तकनीकों का लाभ यह है कि इन तरीकों को संश्लेषण उपकरण के भाग के रूप में आसानी से एकीकृत किया जा सकता है जैसे कि CAD उपकरण जो कि वहां हैं इन्हें स्वयं और निश्चित रूप से एकीकृत किया जा सकता है एक बहुत महत्वपूर्ण डिजाइन सिद्धांत का पालन किया जा रहा है आप कोशिश करते हैं और शुरू से ही पावर अवेयर डिजाइन फिलॉसफी को शामिल करते हैं अन्य कामों के अंत तक का इंतजार ना करें आप अंत में पावर के बारे में सोचना शुरू करते हैं ऐसा ना करें यहां तक कि व्यवहार विवरण से शुरू होने वाले बहुत उच्च लेबल से आप अपने दिमाग में रखते हैं कि आपके अंतिम सर्किट को कम बिजली की खपत के रूप में जागरूक होना चाहिए अनावश्यक रूप से बिजली की खपत को रोकना चाहिए ये वे बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए यह निश्चित रूप से बाद में समस्या को सरल करेगा हाँ तो बस एक CMOS नेटवर्क में बिजली की खपत को याद करते हुए इसलिए मेरे पास यह PMOS CMOS यह ग्राउंड यह VDD है यहां मैं सिर्फ यह दिखा रहा हूं कि पहले मैंने केवल लोड कैपेसिटेंस दिखाया था लेकिन व्यवहार में यह कैपेसिटेंस कई चीजों में से कुछ होगा सिग्मा सी इनपुट लोड कैपेसिटेंस है जो अन्य ट्रांजिस्टर के गेट के ड्राइविंग के कारण है इंटरकनेक्ट्स s की पैरासिटिक कैपेसिटेंस हो सकती है यह लंबी इंटरकनेक्शन लाइन और स्थानीय ट्रांजिस्टर की ड्रेन कैपेसिटेंस भी हो सकती है तो इन सभी की कुल राशि जो प्रभावी लोड कैपेसिटेंस होगी फिर आउटपुट ड्राइविंग होगी और यह एक सरलीकृत समीकरण है मैं मान रहा हूं कि प्रत्येक साइकिल में जो 0 से कैपिटल T है आउटपुट को हमें 0 से Vout और फिर Vout से 0 तक स्विच किया गया है जिसका अर्थ है कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग है इसलिए मैं बिजली की खपत औसत बिजली की खपत 1 बाय T दो भागों में दिखा रहा हूं मैं कह रहा हूं कि आधे चक्र के लिए 0 से 2 तक T इसलिए इस नोड का वोल्टेज Vout है तो यह डिस्चार्ज हो रहा है Cload dVout dt और दूसरे भाग में आप चार्ज कर रहे हैं तो अब वोल्टेज अंतर VDD माइनस Vout है इसलिए यदि आप कुल राशि लेते हैं तो आपको चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों पर औसत बिजली की खपत मिलेगी और दूसरी बात जो मैं इस आरेख के संबंध में भी दिखाना चाहता हूं वह यह है कि आप देख रहे हैं कि आप औसत बिजली अपव्यय एक्सप्रेशन याद करते है इसलिए हमने पहले एक एक्सप्रेशन दिखाई जो अल्फा C VDD स्क्वायर इन टू f फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लॉक जैसी दिखती थी लेकिन अब हम इस समीकरण को थोड़ा सा परिष्कृत कर रहे हैं हम कह रहे हैं कि VDD इन टू f क्लॉक निश्चित रूप से है लेकिन जब भी हम कपैसिटर के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को देखते हैं कि यह केवल आउटपुट नोड नहीं है इस गेट के सभी अन्य आंतरिक नोड्स देखें यहाँ की तरह वहां बाहर एक और जंक्शन है तो यहां भी इस ड्रेन से ग्राउंड तक एक आंतरिक कपसिटंस होगी यह भी बहुत नगण्य नहीं है इस पर भी विचार करना होगा इसलिए जब भी इनपुट बदल रहे हैं यह न केवल यह लोड कैपेसिटेंस है जो चार्ज और डिस्चार्ज कर रहा है बल्कि C इंटरनल जो चार्ज और डिस्चार्ज कर रहा है इस उदाहरण के लिए यह एक 2 इनपुट NOR गेट है किसे VA और VB कहते हैं 2 इनपुट इस तरह बदल रहे हैं VA 0 से उच्च जा रहा है VB उच्च से निम्न में जा रहा है इतना Vinternal इसलिए जब भी VA कंडक्ट होता है तो VDD यहां आएगा इसलिए जब भी VA कंडक्ट कर रहा है इसका मतलब है यह 0 है इसलिए VDD यहां कनेक्ट हो रहा है यह 0 है यह यहां कनेक्ट हो रहा है दूसरी बार यह 0 होगा ठीक है तो Vinternal भी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौर से गुजर रहा होगा तो Cinternal भी चार्जिंग डिस्चार्जिंग से गुजरेंगे तो यहां आपको सभी नोड्स के लिए इस चार्जिंग डिस्चार्जिंग पर विचार करना होगा न की केवल आउटपुट नोड के लिए तो यह विभिन्न नोड्स की गतिविधि है इस नोड की गतिविधि इस नोड की गतिविधि संबंधित कपसिटंस और संबंधित वोल्टेज यह Vout है यह Vinternal है तो यह पावर की अधिक सटीक गणना होगी ठीक है अब हम गेट लेबल के डिजाइन के विचारों को देखें इसलिए गेट्स के लेबल पर हम मुख्य रूप से डायनामिक बिजली की खपत पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं इसलिए हमने देखा है कि डायनेमिक बिजली की खपत और शॉर्ट सर्किट पावर का मुख्य कारण है जब भी गेट आउटपुट स्टेट 0 से 1 1 से 0 स्विच कर रहा होता है तो हमारे पास कुछ सिग्नल गतिविधि होती है हम सिग्नल गतिविधि कुल अमाउंट का अनुमान लगाना चाहते हैं यह एक सर्किट में संभव है इसलिए एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हम इसे थोड़ा बाद में समझाएंगे यह ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम उस पर वापस आएंगे जहाँ C एक नोड की कपसिटंस को निरूपित करता है Pi प्रोबेबिलिटी को दर्शाता है यह P पावर को निरूपित नहीं करता है लेकिन यह प्रोबेबिलिटी है कि किसी नोड का लॉजिक वैल्यू लॉजिक 1 पर है आप मुझे बात करने दें Pi इन टू1 माइनस Pi आप देखते हैं कि Pi प्रोबेबिलिटी है कि नोड 1 पर है और 1 1 माइनस Pi प्रोबेबिलिटी है कि नोड 0 पर है अब नोड पर बिजली की खपत होगी जब ट्रांजिशन होगा वास्तव में जब एक ट्रांजिशन होता है तो नोड कि वह वैल्यू उच्च होती है और कभी कभी कम होतीहै तो केवल वहां एक ट्रांजिशन होगा तो उस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी उच्चता की प्रोबेबिलिटी Pi है और निम्न की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस Pi है इसलिए मैं इन दोनों के प्रोडक्ट Pi 1 माइनस Pi को ले ता हूं यदि मैं प्रोडक्ट लेता हूं तो इसका मतलब है कि मैं कह रहा हूं कि यह प्रोबेबिलिटी है कि नोड की लॉजिक वैल्यू 1 पर होगी और 0 पर भी होगा जिसका अर्थ है कि ट्रांजिशन होगा 0 और 1 या वॉइस बरसा है यही कारण है कि मैं पाई और 1 माइनस पाई के प्रोडक्ट लेता हूं यह प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ एक ट्रांजिशन है जो कपसिटंस मूल्य से गुणा किया जाता है इसलिए यदि आप कुल योग लेते हैं तो यह ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा जिसे आप कम से कम करना चाहते हैं क्योंकि अगर मैं इसे कम कर देता हूं तो मेरी डायनामिक पावर भी न्यूनतम होगी इसलिए कई दृष्टिकोण हैं जिनका उपयोग किया जाता है हम कुछ दृष्टिकोणों को एक एक करके देख रहे होंगे टेक्नोलॉजी मैपिंग फेस असाइनमेंट पिन स्वैपिंग ग्लिचिंग पॉवर हैंडलिंग आदि हम इन विधियों को देख रहे हैं तो आइए हम टेक्नोलॉजी मैपिंग दृष्टिकोण के साथ शुरू करें देखिए लॉजिक सिंथेसिस के दौरान टेक्नोलॉजी मैपिंग क्या है इसलिए लॉजिक सिंथेसिस क्या है एक विनिर्देश को देखते हुए मैं या तो एक गेट लेबल या सेल लेबल सर्किट उत्पन्न करना चाहता हूं टेक्नोलॉजी मैपिंग का मतलब है कि मेरे पास एक लाइब्रेरी है जहां कुछ स्टैंडर्ड सेल्स पहले से मौजूद हैं हो सकता है कि दो इनपुट गेट मल्टीप्लेक्सर्स इस प्रकार की चीजें हो सकती हैं इसलिए जब मैं अपने मूल बिल्डिंग ब्लॉक्स को संश्लेषित करता हूं तो उसे केवल उस लाइब्रेरी से लिया जाना चाहिए इसे टेक्नोलॉजी मैपिंग कहा जाता है मैं सेल्स की एक नेटलिस्ट उत्पन्न करता हूं जहां सेल्स को टेक्नोलॉजी लाइब्रेरी से उठाया जाता है इस प्रक्रिया को टेक्नोलॉजी मैपिंग जाता है इसलिए यह मानते हुए कि मेरी टेक्नोलॉजी लाइब्रेरी में 2 इनपुट गेट हैं जो निश्चित रूप से बिल्कुल सही हैं कुछ अन्य प्रकार के गेट भी हैं इसलिए यहां हम एक ऑब्जेक्टिव फ़ंक्शन को परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं जहां हम कम से कम या कुल स्विचिंग गतिविधि को कम करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि बिजली की खपत स्विचिंग गतिविधि पर बहुत निर्भर है इसलिए हम एक उदाहरण की मदद से प्रक्रिया का वर्णन करते हैं तो हम इनपुट A B C और D के साथ एक 4 इनपुट सर्किट लेते हैं देखें विचार निम्नानुसार है हम कहते हैं कि मेरे पास एक सर्किट है जिसमें 4 इनपुट A B C D हैं अब इस दृष्टिकोण में एक आउटपुट है इस दृष्टिकोण में हम सिग्नल की प्रोबबिलिटीज़ को देख रहे हैं इसलिए मैं यह मान रहा हूं कि इनपुट A और B की सिग्नल प्रोबेबिलिटी 02 और 02 है और C और D 05 और 05 हैं आप पूछ सकते हैं कि मैं इन वैल्यू को कैसे जानता हूं आप देखते हैं कुछ सर्किट हो सकते हैं जिनमें से आप A चला रहे हैं कुछ अन्य सर्किट हो सकते हैं जहाँ से आप B चला रहे हैं ये सर्किट निर्धारित कर सकते हैं कि कितनी बार आउटपुट 1 हो सकता है आउटपुट 0 हो सकता है एक साधारण प्रोबेबिलिटी आधारित गणना है हम इसे एक ब्लॉक के संबंध में देख रहे हैं कि यह प्रोबेबिलिटी गणना कैसे की जाती है तो 02 का मतलब है कि लाइन A पर सिग्नल का वैल्यू 20 प्रतिशत प्रोबेबिलिटी के साथ 1 होगा 0 होगा और 80 प्रतिशत प्रोबेबिलिटी के साथ होगा इसी तरह C और D बराबर होगा 50 प्रतिशत 50 प्रतिशत तो एक्टिविटी फैक्टर का अनुमान यह महत्वपूर्ण है तो यहाँ हम कह रहे हैं कि Pi सिग्नल प्रोबेबिलिटी और नोड को सूचित करेगा जैसा कि हमने अभी कुछ समय पहले बताया है हम नोड के सिग्नल की प्रोबेबिलिटी को इंगित करने के लिए इस नोटिफ़िकेशन Pi का उपयोग करते हैं जिसका अर्थ है कि वह प्रोबेबिलिटी क्या होगी जो विशेष लाइन लॉजिक 1 में होगी तो प्रोबेबिलिटी जब नोड लॉजिक 0 पर है 1 माइनस Pi होगी क्योंकि कुल प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए इसलिए एक्टिविटी फैक्टर के विचार से मैंने अभी कुछ समय पहले समझाया था alpha i को हमने Pi और Pi माइनस 1 के प्रोडक्ट के रूप में परिभाषित किया था क्योंकि जब भी नोड 1 पर होगा और 0 पर होगा तब एक एक्टिविटी होगी केवल तभी एक ट्रांजिशन होगा इसलिए जब डेटा पूरी तरह से रेंडम आ रहा है जिसका अर्थ है कि वे समान रूप से 0 या 1 हैं प्रोबबिलिटीज़ समान हैं तो एक 05 प्रोबेबिलिटी है यह 1 है और 05 प्रोबेबिलिटी 0 है जब डेटा पूरी तरह से रेंडम है तो पूरी तरह से रेंडम डेटा के लिए Pi 05 होगा और इसलिए alpha i 025 होगा लेकिन वास्तविक सर्किट में डेटा पूरी तरह से रेंडम नहीं होगा इसलिए एक्टिविटी फैक्टर आमतौर पर बहुत कम होंगे इसलिए हम एक सरल उदाहरण पर काम करेंगे लेकिन उदाहरण पर काम करने से पहले हम यह देखते हैं कि बेसिक गेट्स की सिग्नल प्रोबेबिलिटी की गणना कैसे करें देखें कि यह समीकरण थोड़ा जटिल लग सकता है लेकिन जिस तरह से उन्हें प्राप्त किया गया है वह बहुत सरल है एक 2 इनपुट AND गेट पर विचार करें यह प्रोबेबिलिटी है कि इनपुट 1 पर होगा तो प्रोबेबिलिटी Pf क्या होगा प्रोबेबिलिटी आउटपुट 1 पर होगा और दोनों आउटपुट 1 होने पर AND गेट आउटपुट 1 होगा इसलिए यह PA और PB का प्रोडक्ट होगा इसी तरह यदि हम एक OR गेट को देखते हैं उसी तरह 2 इनपुट सिग्नल की प्रोबबिलिटीज़ PA और PB हैं तो यहाँ Pf क्या होगा OR गेट के लिए देखें आउटपुट 1 कब होगा वैसे नियम कम से कम एक इनपुट 1 है लेकिन इस तरह से प्रोबेबिलिटी को लिखना मुश्किल है प्रोबेबिलिटी को लिखना आसान है कि जब आउटपुट 0 होगा तो आइए देखते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से आउटपुट 0 होगा यदि दोनों इनपुट 0 हैं तो तो दोनों इनपुट 0 हैं मतलब 1 माइनस PA 1 माइनस PB तो 1माइनस PA को 1 माइनस पीबी से गुणा किया जाता है यह प्रोबेबिलिटी है कि f 0 होगा लेकिन हम चाहते हैं कि f 1 हो अगर यह की f प्रोबेबिलिटी 0 है तो इस के 1 माइनस की प्रोबेबिलिटी f की होगी 1 यह पूरी बात होगी प्रोबेबिलिटी f 1 है इसलिए यह इस तरह से है इसलिए यदि आप अब तालिका को देखते हैं तो आप अन्य चीजों को सही ठहरा सकते हैं एक NAND गेट के लिए यह AND गेट का ठीक विपरीत होगा AND गेट का आउटपुट 1 होगा यदि दोनों 1 1 हैं लेकिन NAND गेट 0 होगा तो यह इस का 1 माइनस होगा NOR गेट यह 1 माइनस वहां नहीं होगा XOR गेट PA 1 है लेकिन PB 0 है या PA 0 है और PB 1 है 4 इनपुट AND गेट के लिए सभी 4 1 हैं 4 इनपुट OR गेट इन सभी 4 0s 1 का माइनस का विस्तार हैं इसलिए हम इस तरह से एक उदाहरण पर काम कर रहे हैं मैं आपको कदम दर कदम मूल्यांकन दिखा रहा हूं इसलिए जो हम मूल रूप से कह रहे हैं वह यह है कि मेरे पास एक फ़ंक्शन है जो एक 4 इनपुट AND है लेकिन मेरी टेक्नोलॉजी लाइब्रेरी में केवल 2 इनपुट हैं तो मैं या तो इस तरह से अपने डिजाइन को विभाजित कर सकता हूं या मैं इसे इस तरह से विभाजन कर सकता हूं इसलिए मुझे नहीं पता कि उनमें से कौन सा बेहतर है जाहिर है डिले के दृष्टिकोण से यह बेहतर होगा क्योंकि गेट डिले के 2 लेबल हैं लेकिन यहां गेट डिले के 3 लेबल हैं डिले अधिक होगी लेकिन बिजली की खपत के दृष्टिकोण से जो बेहतर है तो मैंने मान लिया है कि सिग्नल की प्रोबबिलिटीज़ इस तरह हैं 02 02 05 05 आइए हम काम करते हैं पहले हमें इस विकल्प को देखते हैं मैपिंग का पहला तरीका जहां डिले 3 यूनिट है इसलिए हम पावर का अनुमान लगा रहे हैं तो हमने क्या मान लिया है हमने मान लिया है कि इनपुट सिग्नल की प्रोबबिलिटीज़ ये 02 02 05 और 05 हैं इसलिए हम पहले उन तालिकाओं का उपयोग करते हुए अन्य लाइनों की प्रोबेबिलिटी मानों की गणना करते हैं तो PE यह PA और PB का प्रोडक्ट होगा तो चलो देखते हैं कि P एक AND होगा दो इनपुट AND गेट PA और PB का प्रोडक्ट बस 004 गुणा करें PF PE और PC का प्रोडक्ट होगा 004 इन टू 05 यह 002 है और PG क्या है PF को PD से गुणा किया जाता है 002 को 05 से गुणा किया जाता है 001 इसलिए हमने सिग्नल की प्रोबबिलिटीज़ की गणना की है अब हम alpha i मानों सिग्नल गतिविधि मानों की गणना करते हैं अब एक परिभाषा के आधार पर अल्फा को 1 माइनस P से गुणा किया जाता है इसलिए इस रेखा पर E अल्फ़ा PE इन टू 1 माइनस PE PE में होगा PE की गणना पहले से की जाती है तो अगर आप इसे प्रतिस्थापित करते हैं तो यह होगा alpha F इसी तरह यह होगा और alpha G यह होगा इसलिए इस सर्किट के लिए सिग्नल गतिविधियों का योग यदि आप उन्हें जोड़ते हैं तो कुल स्विचिंग गतिविधि 00679 होगी इस तरह के विकल्प के लिए लेकिन अब मान लीजिए कि हम गेट को इस तरह से मैप करते हैं जहां गेट्स स्पष्ट रूप से 2 लेबल पर हैं डिले कम है गेट तेज होगा लेकिन पावर के संबंध में हमें देखने दें समान प्रोबेबिलिटी मान अब PE मान इस तरह से होंगे PE समान रूप से PA PB होगा 04 PF होगा PD इन टू PC होगा 025 PG PE इन टू PF होगा 001 होगा इसलिए यदि आप अब alpha E alpha F और alpha G की गणना करते हैं तो आप देखेंगे कि मान इस तरह आ रहे हैं लेकिन alpha F का मान काफी अधिक है और कुल सिग्नल गतिविधि भी बहुत बड़ी है पहले के मामले में यह लगभग 006 कुछ था यहाँ यह 023 है तो बिजली अपव्यय के दृष्टिकोण से यह एक बहुत खराब टेक्नोलॉजी मैपिंग है इसलिए जो हम कह रहे हैं वह यह है कि आम तौर पर टेक्नोलॉजी मैपिंग के दौरान अब तक हमने पावर को नहीं देखा था हमने सरलता से डिले पर ध्यान दिया सर्किट कितनी तेजी से काम कर सकता है लेकिन अब एक अतिरिक्त पैरामीटर है टेक्नोलॉजी मैपिंग के दौरान आपके पास एक और ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो सकता है जो सिग्नल एक्टिविटीज की कुल योग की गणना करेगा एक्टिविटी फैक्टर alpha i और कई विकल्पों में से एक है जो कि पावर के संबंध में बेहतर है आप यह भी जानते हैं कि डिले के संबंध में कौन सा बेहतर है तो यह एक ट्रेडऑफ है जिसे आपको तय करना होगा कि आपका उद्देश्य क्या है एक और तकनीक है जो फेज असाइनमेंट नामक चीज के बारे में बात करती है यहां आप गतिविधि को कम करने के लिए कार्यात्मक ब्लॉकों के पार एक गेट ले जा सकते हैं मैं एक बहुत ही सरल उदाहरण दे रहा हूं यहां हमारे पास एक गेट लेबल सर्किट है सिर्फ 2 गेट्स जो फ़ंक्शन A बार B की गणना करते हैं आप देखते हैं कि इनपुट A पर एक इन्वर्टर है आइए हम मानते हैं कि यह लाइन A उच्च एक्टिविटी नोड है जहां सिग्नल एक्टिविटीज बहुत हैं PA का मान अधिक है इसलिए क्योंकि PA अधिक है इसलिए इस इन्वर्टर के आउटपुट में भी P का मान उच्च होगा क्योंकि इनपुट में हर ट्रांजिशन के लिए आउटपुट में एक ट्रांजिशन होगा लेकिन मान लीजिए कि मैं इस सर्किट की एक टेक्नॉलॉजी मैपिंग को इस तरह से बनाता हूं ताकि मैं इसे AND गेट को NOR गेट में बदल दूं और मैं अपने इनपुट B को B से B बार में बदल दूं ताकि मेरा आउटपुट फंक्शन समान रहे लेकिन जो मैंने हासिल किया है वह यह है कि पहले 2 नोड्स थे जो उच्च गतिविधि थे लेकिन अब एक नोड है जो उच्च गतिविधि है तो स्वाभाविक रूप से मेरी बिजली की खपत कम हो जाएगी इसलिए हम सर्किट के सेक्शन में चारों ओर के गेट्स को स्थानांतरित करने की कोशिश करते हैं जहां कुछ उच्च गतिविधियों की परिकल्पना की जाती है और आप इन एक्टिविटीज फैक्टर के योग को फिर से कम करने की कोशिश करते हैं alpha i वैल्यू गेट्स को चारों ओर घुमाकर गेट्स को रिस्ट्रक्चर करते हुए बुलियन अलजेब्रा रूल का उपयोग करके फंक्शनल बेब को बदलने का जैसे यहाँ हमने एक AND गेट को NOR गेट में संशोधित किया है आइए एक और उदाहरण लेते हैं कि एक मल्टीप्लेक्सर मान लीजिए मेरे पास 2 टू 1 मल्टीप्लेक्स है जहां 2 इनपुट A और B A इनवर्टेड है और संयोग से हमें लगता है कि A एक उच्च गतिविधि नोड है तो इस NOT गेट का आउटपुट भी उच्च गतिविधि होगा इसलिए मैं क्या करता हूं मैं सर्किट को संशोधित करता हूं तो मैं डाल देता हूं मैं यहां से इनवर्टर निकालता हूं मैंने इन्वर्टर को लाइन B पर रखा और साथ ही मैंने आउटपुट पर इन्वर्टर लगा दीया है इसलिए कार्यात्मक रूप से मेरा मल्टीप्लेक्स एक ही रहता है क्योंकि दो व्युत्क्रम होंगे लेकिन 2 उच्च गतिविधि नोड्स के बजाय मैंने क्या हासिल किया है अब मेरे पास एक उच्च गतिविधि नोड है क्योंकि आउटपुट जो था वह वही रहता है जिसमें कोई बदलाव नहीं होता है तो ये कुछ सरल उदाहरण हैं जो बताते हैं कि आप अपने सर्किट नेटलिस्ट में कुछ बदलाव कर सकते हैं और कुछ कार्यात्मक ब्लॉक भी जो आप संशोधित कर सकते हैं ताकि सिग्नल गतिविधियों को कम किया जा सके आइए हम कुछ और तकनीकों को देखें पिन स्वैपिंग नामक एक तकनीक है आप देखते हैं कि यह एक दिलचस्प बात है कि हमने अभी तक इस पर विचार नहीं किया है कि मैं क्या कह रहा हूं ऐसा कुछ है एक मल्टी इनपुट गेट लें मान लें कि मेरे पास एक 4 इनपुट NAND गेट है आम तौर पर जब हमारे पास एक मल्टी इनपुट गेट होता है तो हम ABCD को इस तरह से कनेक्ट करते हैं मान लें कि हमारे पास एक ही गेट है लेकिन हम गेट्स को ADCB कहते हैं अब क्योंकि NAND फ़ंक्शन कम्यूटेटिव है जहां आप आसानी से कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर हैं ये दोनों समान रूप से कार्यात्मक हैं लेकिन आपको यह भी सोचने के लिए लुभाया जा सकता है कि वे कार्यात्मक समकक्ष हैं पावर डिसेप्शन बाय भी वे समकक्ष होना चाहिए क्योंकि यदि इनमें से किसी एक मे सिग्नल एक्टिविटी है तो दूसरे में भी सिग्नल एक्टिविटी होगी और वॉइस वरसा लेकिन वास्तव में CMOS में ऐसा हमेशा नहीं होता है यह दिलचस्प है तो यहाँ हम क्या कहते हैं कि बिजली अपव्यय के संबंध में एक गेट इनपुट की स्विचिंग गतिविधि का प्रभाव इनपुट की सापेक्ष स्थिति पर निर्भर करता है तो अब हमारे पास एक और डिज़ाइन फ्लैक्सिबिलिटी या पैरामीटर है हम उच्च गतिविधि नोड्स को इनपुट्स पर रख सकते हैं जिनका बिजली अपव्यय पर प्रभाव कम से कम है इसलिए हम यहां एक उदाहरण की मदद से इसकी व्याख्या कर रहे हैं हम एक 4 इनपुट NAND फ़ंक्शन लेते हैं इसलिए हमने जो इनपुट्स कनेक्ट किए हैं वे निम्न हैं जैसे कि d b b a और यह स्लाइड दिखाता है कि रेड का मतलब अधिकतम गतिविधि है इस लाइट शेड का मतलब कम गतिविधि है जिसका अर्थ है कि d के लिए अल्फा वैल्यू सबसे अधिक है a के लिए अल्फा वैल्यू सबसे कम है अब यहाँ अवलोकन इस प्रकार है आप यहाँ देखते हैं कि हमने केवल लोड कैपेसिटेंस यहाँ दिखाया है लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि इनमें से प्रत्येक मध्यवर्ती नोड के साथ एक कपसिटंस होगी इसलिए यदि यह नोड d बहुत तेजी से स्विच करता है तो यह लाल होता है तो यहां कुछ लीकेज करंट के कारण या जब भी यह चालू होता है तो यह कैपेसिटेंस चार्जिंग डिस्चार्जिंग भी काफी उच्च होगा क्योंकि कुछ समय के लिए यहां से एक कंडक्टिंग पाथ होगा इसी तरह c भी अक्सर स्विचिंग कर रहा है इसलिए ऐसे समय होंगे जब d और c दोनों कंडक्ट करेंगे और यह कैपेसिटेंस चार्जिंग और डिस्चार्जिंग भी होगा लेकिन अगर हम इसे दूसरे तरीके से लगाते हैं की सबसे कम सक्रिय इनपुट जो आपने सबसे ऊपर रखा है तो यह ट्रांजिस्टर ज्यादातर नान कंडक्टिंग होगा इसलिए भले ही सबसे कम ट्रांजिस्टर बहुत भारी स्विचिंग हो इसलिए वर्तमान स्विचिंग और चार्जिंग डिस्चार्जिंग प्रभाव सबसे कम होगा क्योंकि यह इस ट्रैक के ठीक नीचे है इन स्टैक के सबसे नीचे तो यह एक डिजाइन दर्शन है जिसे आप अपना सकते हैं जहां इनपुट की सिग्नल गतिविधि को देखते हुए आप उच्चतम गतिविधि नोड को सबसे कम इनपुट पर धक्का दे सकते हैं जैसे कि b c d एक बेहतर इनपुट असाइनमेंट होगा बजाय d c b a इसलिए इसके साथ हम इस व्याख्यान के अंत में आते हैं अब अगले व्याख्यान में हम गेट्स के लेबल पर कुछ और तकनीकों को देख रहे हैं जिनके द्वारा आप सर्किट में बिजली की खपत को नियंत्रित या कम कर सकते हैं धन्यवाद